जनरलाइज्ड एनालिसिस पर इस NPTEL लेक्चर में आपका स्वागत है हम एंटेना के उस जनरलाइज्ड एनालिसिस को जारी रखे हुए थे अब अंतिम लेक्चर में हमने पोटेंशियल कांसेप्ट द्वारा एंटीना का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक सभी फॉर्मूले पाए हैं तो अब आज हम पहले उस के एप्लीकेशन को देखेंगे वास्तव में तीन उदाहरण होंगे जो हम दिखाएंगे जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के एंटीना देखेंगे जो आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं उनका एनालिसिस उसी तकनीकों द्वारा किया जा सकता है जो हमने पाया है पहला एक इनफाइनाइट ग्राउंड प्लेन में रैक्टेंगुलर एपर्चर है आप देख सकते हैं यह एक इनफाइनाइट कंडक्टर है हालांकि यहां इसे फाइनाइट के रूप में दिखाया गया है लेकिन यह उतना ही इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट के लिए आम तौर पर हम कहते हैं कि प्रत्येक पक्ष में कंडक्टर कम से कम 5 लैम्ब्डा लंबा होना चाहिए तो अगर हम ऐसा करते हैं इसका मतलब है अगर हम सबसे कम फ्रीक्वेंसी हैं तो हम कहें कि हमारे पास 8 GHz सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाले X बैंड हैं तो लगभग 25 cm है तो 5 गुना लैम्ब्डा 11 12 cm अंदर अगर हम रखते हैं तो हम इसे इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक ग्राउंड प्लेन कह सकते हैं और हमारे पास एक एपर्चर हो सकता है अब एपर्चर किसी भी आकार का हो सकता है यहां हम रैक्टेंगुलर एपर्चर ले रहे हैं और वास्तव में आप इन द्वारा स्लॉट एंटेना को एनालाइज कर सकते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास मूल रूप से एक रैक्टेंगुलर स्लॉट है तो यह एक इनफाइनाइट ग्राउंड प्लेन में एक एपर्चर है और मैं यहां मूल एपर्चर डायग्राम लिख सकता हूं तो हम कहते हैं कि x y प्लेन में एपर्चर होता है इसलिए z 0 प्लेन के बराबर है और बता दें कि यह पॉइंट b बटा 2 है और यह पॉइंट a बटा 2 है तो इसका मतलब है यह पॉइंट माइनस 2 बटा हो जाएगा और यह पॉइंट माइनस b बटा 2 हो जाएगा तो एपर्चर के सेंटर केंद्र में हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजन लेते हैं और हम मानते हैं कि एपर्चर फील्ड एक समान है अब वह चीज वैलिड है अगर हमारे पास इसकी चौड़ाई है तो इसका मतलब है कि b a की तुलना में बहुत छोटा है तो उस स्थिति में स्लॉट में आम तौर पर बहुत छोटी चौड़ाई होती है तो आप मान सकते हैं कि फ़ील्ड वहाँ समान है या अधिक उन्नत चीज़ में आप कुछ अन्य फ़ील्ड को भी मान सकते हैं जहाँ पर स्लॉट काटा गया है लेकिन शुरू करने के लिए आप देखेंगे कि यह एक अच्छा परिणाम देता है तो हम कह सकते हैं कि एपर्चर फील्ड हम मानते हैं कि यह एक समान है और जाहिर है यहां यह y डायरेक्टेड होगा इसलिए x y वेरिएशन है तो E0 एक स्थिर है इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह माइनस a बटा 2 x के लिए वैलिड है फिर से मैं x' लिख रहा हूं हालांकि मैंने x y के रूप में एक्सिस दिखाया है लेकिन चूंकि यह मेरा सोर्स है इसलिए मैं प्राइम कोऑर्डिनेट का उपयोग कर रहा हूं तो जिस क्षण हम ऐसा करते हैं हमारा अगला चरण सीधे आगे होता है हमें यह पता लगाना होगा कि इस सरफेस पर मैग्नेटिक करंट मैग्नेटिक करंट क्या है तो जैसा कि हम जानते हैं कि Ms माइनस 2η इनटू Ea होगा तो n इस मामले में z डायरेक्टेड है तो az क्रॉस ay E0 आप उस क्षेत्र को लिख सकते हैं जहां यह वैलिड और शून्य है और यह भी हम जानते हैं कि चूंकि हमारे पास एक इनफाइनाइट ग्राउंड प्लेन है तो Js 0 है तो जो सोर्स हमने पाया है सरफेस एक इक्विवेलेंस प्रिंसिपल के साथ सरफेस सोर्स तो करंट तो अब यदि आप अपने पुराने नोटों को देखते हैं तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि क्योंकि Js 0 है N𝚹 0 होगा Nϕ 0 होगा और L𝚹 और Lϕ होगा अब L𝚹 आप देखते हैं Ms मैं यहां कह सकता हूं कि इसमें केवल एक x कॉम्पोनेंट होगा और यह 2E0 ax के अलावा कुछ नहीं है तो L𝚹 माइनस b बटा 2 से प्लस b बटा 2 होगा आप देख सकते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि cos theta cos phi आदि बाहर आ जाएगी तो यह इंटीग्रेशन x चीज है तो पहले से ही हम जानते हैं कि Mx की वैल्यू 2E0 है तो हम इस इंटीग्रेशन को आसानी से कर सकते हैं क्योंकि यह e से पावर j kx sin theta cos phi यह सब कांस्टेंट x है तो आप पाएंगे कि यह 2 cos theta cos phi E0 ab हो जाता है तो sin कैपिटल X बटा X sin कैपिटल Y बटा Y जहां X k a बटा 2 sin theta cos phi और Y k b बटा 2 sin theta sin phi है इसलिए 2 sin फंक्शन मल्टीप्लिकेशन है और इसी तरह हम Lϕ पा सकते हैं Lϕ 2ab E0 sin phi sin X बटा X sin Y बटा Y होगा तो एक बार जब आप N𝚹 Nϕ L𝚹 L जानते हैं तो आप E𝚹 पता लगा सकते हैं हम पहले भी ऐसा कर चुके हैं तो अब यह j ab k E0 e से पावर माइनस j kr बटा 2 pi r sin phi sin X बटा X sin Y बटा Y होगा और Eϕ j ab होगा इसलिए ये फार फील्ड हैं E0 e से पावर माइनस j kr बटा 2 pi r cos theta cos phi sin X बटा X sin Y बटा Y है इसके अलावा H𝚹 माइनस Eϕ बटा η होगा और Hϕ प्लस E𝚹 बटा η होगा इसलिए हमने जो एनालिसिस किया है उससे आसानी से पता चला है आप फार फील्ड को ढूंढ सकते हैं फार फील्ड में E𝚹 Eϕ H𝚹 Hϕ कॉम्पोनेंट हैं और हम अब रेडिएशन पैटर्न ढूंढ सकते हैं इसलिए क्योंकि हमारा वास्तविक एपर्चर फील्ड y डायरेक्टेड है इसलिए हम प्रिंसिपल प्लेन को परिभाषित कर सकते हैं प्रिंसिपल प्लेन होंगे एक E प्लेन है जिसे हम y z प्लेन कहते हैं तो यह कुछ भी नहीं है लेकिन phi pi बटा 2 के बराबर है इसलिए अगर हम pi बटा 2 को डालते हैं तो X और Y परिभाषाओं पर ध्यान दें तो तुरंत X 0 और Y non 0 हो जाता है तो X 0 बन जाता है कैपिटल X और Y k b बटा 2 sin theta बन जाता है तो तुरंत अगर आप E𝚹 एक्सप्रेशन को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि E𝚹 j ab k E0 e से पावर माइनस j kr बटा 2 pi r sin Y बटा Y हैऔर Eϕ 0 हो जाएगा तो प्रिंसिपल प्लेन में आपके पास Eϕ नहीं है तो आप इसे सामान्य कर सकते हैं यह वास्तव में कांस्टेंट है और अगर मैं इस फील्ड का मेग्नीट्यूड लेता हूं तो यह हिस्सा चला जाता है तो मूल रूप से यह एक sin Y है इसलिए मैं रेडिएशन पैटर्न को E प्लेन में रख सकता हूं जो एक फील्ड रेडिएशन पैटर्न होगा पावर रेडिएशन पैटर्न इसी का स्क्वायर होगा इसलिए अगर मैं इसे सामान्य करता हूं इसका मतलब है मैं इनमें से डिवाइड करता हूं तो मूल रूप से यह एक sin फंक्शन है तो यहां यह Y है अब आप 1 को 0 के रूप में ले सकते हैं और फिर यह sin पैटर्न होगा और क्योंकि मैं मेग्नीट्यूड ले रहा हूं इसलिए यह केवल सकारात्मक चीजें होंगी तो वे प्वाइंट्स कहाँ हैं यह पॉइंट pi है यह पॉइंट 2 pi आदि है और मैं बाद में H प्लेन पैटर्न तैयार करूंगा फिर हम विभिन्न बीम चौड़ाई का एनालिसिस करेंगे हमें यहां से ढूंढना होगा तो यह E प्लेन है अब मुझे देखने दो H प्लेन पैटर्न क्या है तो H प्लेन निश्चित रूप से अन्य एक है इसका मतलब है phi उस प्रिंसिपल प्लेन के 0 के बराबर है तो तुरंत मेरा X k a बटा 2 sin theta हो जाता है और Y 0 बन जाता है तो मेरा E𝚹 0 हो जाता है लेकिन Eϕ मौजूद है और Eϕ फिर से वही कंस्ट्रेंट है j ab k E0 e से पॉवर माइनस j kr बटा 2 pi r लेकिन यहां यह केवल एक sin फंक्शन नहीं है यह sin X बटा X में एक cos theta है यह इस तरह होगा अब जाहिर है यह sin फंक्शन जहाँ इस x को k a बटा 2 sin theta दिया गया है इसलिए यदि आप प्लॉट करते हैं तो यह sin वेरिएशन इस cos theta वेरिएशन की तुलना में बहुत तेज है यही कारण है कि आम तौर पर लोग इसे इस तरह से प्लॉट करते हैंEϕ बटा cos theta तो theta 0 के बराबर है यह आपको दो चीजें देता है लेकिन वास्तव में आप इसे हमेशा भी डाल सकते हैं तो यह वही होगा जो sin प्रकार का फंक्शन करता है लेकिन जाहिर है आपको theta देना होगा तो यह X के संबंध में है और यह फिर से यह एक है और यह pi है यह 2 pi सही है अब आइए अब इस E प्लेन पैटर्न को और करीब से देखें तो शून्य कहां हो रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि Y पर अधिकतम बीम मुख्य बीम 0 के बराबर है इसका मतलब है व्यापक डायरेक्शन z 0 के बराबर है z डायरेक्शन तो आइए हम फिर से E प्लेन पैटर्न में देखें E प्लेन इसलिए शून्य तब होते हैं जब हमारे पास kb बटा 2 sin theta n n𝝅 होता है जहाँ n 1 2 3 आदि के बराबर है तो 𝚹n का वैल्यू क्या है इसका मतलब है मैं कह सकता हूं कि E प्लेन इस Y के अनुरूप है यह 𝚹n आ रहा है यह sin उलटा 2n𝝅 बटा kb है तो यदि आप k का वैल्यू जो कि 2 pi बटा लैम्ब्डा है डालते हैं तो यह sin उलटा n लैम्ब्डा बटा b हो जाता है और याद रखें कि यह रेडियन में है इसलिए आम तौर पर b's लैम्ब्डा की तुलना में बहुत बड़े होते हैं वास्तव में किसी भी व्यावहारिक एंटीना के लिए आपने हमेशा कहा कि डायमेंशन जो कई लैम्ब्डा लंबा होना चाहिए नहीं तो आपको इंटरफेयरेनस पैटर्न नहीं मिलता है तो हम मान सकते हैं कि b लैम्ब्डा की तुलना में बहुत बड़ा है तो मैं कह सकता हूँ कि n लगभग रेडियन में 𝚹n लैम्ब्डा बटा b है तो बीम की चौड़ाई के लिए शून्य से शून्य क्या होगी यह 2𝚹n होगा और जो कि 2 लैम्ब्डा बटा b होगा वास्तव में पहला शून्य होगा ताकि n 1 के बराबर हो इसलिए आप इसे डिग्री में बदल सकते हैं जो आपको 1146 लैम्ब्डा डिग्री में दे सकता है इसी तरह आप आधी पावर बीम चौड़ाई पा सकते हैं तो पहले हमें यह पता लगाना होगा कि आधी पावर कहां है इसका मतलब है कि जाहिर है आधी पावर कहीं न कहीं से हो रही है इसी theta को 𝚹3dB मान लेते हैं तो आधा पावर पॉइंट तब होता है जब kb बटा 2 sin theta 3dB क्या कोई इस वैल्यू को जानता है यह एक sinc फ़ंक्शन से काम करता है इसलिए क्योंकि हम sinc फ़ंक्शन को जानते हैं इसलिए आप इन्हें 1391 के sinc पर जाँच कर सकते हैं जो 0707 के बराबर है जो कि हमारा आधा पावर पॉइंट है इसलिए मुझे यह पता था इसीलिए मैंने 1391 लिखा तो वहाँ से आप अब आधे पावर बीम की चौड़ाई लिख सकते हैं जो 2 theta तीन dB में होगी और जो कि 2 sin में 0443 लैम्ब्डा बटा b रेडियन है यह डिग्री में 1146 sin में 0443 लैम्ब्डा बटा b होगा इसलिए यदि आप लैम्ब्डा के संदर्भ में b जानते हैं तो आप आसानी से यह पता लगा सकते हैं इसी तरह 1 पक्ष लोब मैक्सिमा इसका मतलब है 1 पक्ष लोब मैक्सिमा कहां होता है ऐसा होता है फिर से एक ज्ञात बात तो मैं पहले साइड लोब मैक्सिमा लिखूंगा तो एक sinc फ़ंक्शन के लिए यह वैल्यू पता है इसलिए अगर हम sin कहते हैं तो हमें साइड लोब मैक्सिमा कहने दीजिए तो 𝚹s वैल्यू है जब यह x 4494 है तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि पहले साइड लोब बीम की चौड़ाई 2𝚹s होगी और यह रेडियन में 2 sin में 143 लैम्ब्डा बटा b है तो महत्वपूर्ण बात यह है कि पहला साइड लोब लेवल क्या है आप देख रहे हैं कि यह बीम की चौड़ाई है लेकिन हम अधिकतम वैल्यू जानना चाहते हैं इसका मतलब है अगर मेरे पास यहां है तो इससे क्या विभाजित है जिसे पहला साइड लोब लेवल कहा जाता है तो जाहिर है यह 1 है इसलिए अगर मुझे पता है कि यह वैल्यू मुझे मिल सकता है और उस वैल्यू को जाना जाता है तो मैं कह सकता हूं कि पहला साइड लोब लेवल मुझे पेज एडजस्ट करने दें पहला साइड लोब लेवल जो E𝚹s मेग्नीट्यूड होगा वह 𝚹s बटा E𝚹 theta 0 के बराबर होता है मेग्नीट्यूड 4494 sin के विभाजित मेग्नीट्यूड के बराबर होता है क्योंकि यह a बटा 4494 हो सकता है यह सकारात्मक है लेकिन यह यहां हो सकता है तो यह 0217 है और यह माइनस 1326dB हो जाता है इसके बजाय यह साइड लोब लेवल का एक एग्जैक्ट वैल्यू है लेकिन कभी कभी लगभग लोग कहते हैं कि साइड लॉब डेल्टा theta इस वैल्यू को डालने के बजाय sinc फ़ंक्शन का न्यूमैरेटर अधिकतम है इसका मतलब है कि न्यूमैरेटर ऐसा होगा जो आप लगभग देख सकते हैं यह बहुत बेहतर एक्सप्रेशन है लेकिन लगभग लोग कहते हैं कि 𝚹s तब होता है जब sinc फ़ंक्शन का न्यूमैरेटर अधिकतम होता है यह सच नहीं है कि हमने देखा है कि केवल sinc के इस वैल्यू पर आपको मिलता है लेकिन इसलिए उस समय आप kb बटा 2 sin𝚹s रख सकते हैं मैं लगभग लिख रहा हूं और यह 3 बटा 2 अधिकतम होगा तो यहाँ से आप कह सकते हैं SLL 1 बटा 3 pi बटा 2 है और यह 0212 है और यह माइनस 1347dB है तो आप देखते हैं कि अंततः बहुत अंतर नहीं है एक 0217 है दूसरा 0212 है तो यही कारण है कि यह माइनस 13dB है अब आप यहाँ इस 13dB मान सकते हैं क्या आपको यह माइनस 13dB वाली बात याद है असल में समान ऐरे में हमने पहला साइड लोब लेवल देखा है लेवल हमेशा माइनस 13dB नीचे होता है अगर हमारे पास एलिमेंट्स की संख्या 8 या अधिक की तरह हो तो एक ही बात यहाँ है क्योंकि वास्तव में एपर्चर मेरे पास एक यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन है और मैंने कहा कि वास्तव में यह किसी सिद्धांत की तरह है जैसे ऐरर सोर्स डिस्ट्रीब्यूटिड सोर्स है लेकिन क्योंकि वे एक समान हैं वे इंटरफेयरिंग कर रहे हैं और यह इंटरफेरेंस यह पैटर्न दे रहा है तो यह पैटर्न और समान ऐरे पैटर्न लगभग वे समान हैं एक्सप्रेशन भी बुद्धिमान है हम यह साबित कर सकते थे तो यह E प्लेन के बारे में है अब हम H प्लेन देखते हैं तो H प्लेन आप आसानी से पता लगा सकते हैं क्योंकि समान एक्सप्रेशन होंगी क्योंकि फ़ंक्शन समान है केवल x और y इंटरचेंज होंगे यही कारण है कि इस सभी एक्सप्रेशन में जहां b आ रहा है आप इसे a से बदलते हैं लेकिन वास्तव में मैं कहूंगा कि हमने जो दो पैटर्न तैयार किए हैं E प्लेन यह है और H प्लेन पैटर्न में हमने एक cos theta बनाया है क्योंकि यदि आप लाते हैं तो बस a और b की रिप्लेसमेंट है तो दोनों ओर से cos theta टरम में ऐरर को भी शामिल किया जाना चाहिए इसलिए आप हमेशा इसकी गणना कर सकते हैं क्योंकि आप मूल सिद्धांतों को जानते हैं तो आप फील्ड के पैटर्न को जानते हैं तो आप हमेशा वैल्यू डाल सकते हैं और संख्यात्मक रूप से इसे हल कर सकते हैं कई एनालिटि एक्सप्रेशन नहीं हैं लेकिन आप इसे ट्रायल और ऐरर आदि के साथ हल कर सकते हैं इसलिए मैं H प्लेन चीजें नहीं लिख रहा हूं आप लगभग डाल सकते हैं और यदि आप अधिक सोफीसटीकेटेड चीज चाहते हैं तो वास्तविक काम करें अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं वह है डायरेक्टिविटी के बारे में यह एक दिलचस्प बात है क्योंकि अब हम फील्ड को जानते हैं E और H तो हम डायरेक्टिविटी ढूंढ सकते हैं लेकिन अगर हम ऐसा करना चाहते हैं इसका मतलब है कि आप उन E𝚹 और Hϕ एक्सप्रेशन से Pr पाते हैं आप देखेंगे कि एक इंटीग्रेशन होगा जो हल करना इतना आसान नहीं है और यह एक बोझिल बात है तो लोग अधिकतम पावर रेडिएशन डायरेक्शन लेते हैं हम पहले से ही जानते हैं कि z 0 के बराबर है इसलिए डायरेक्टिविटी न्यूमैरेटर हम आसानी से पता लगा सकते हैं बात यह है कि कैसे खोजा जाए कुल पावर रेडिएटिड क्या है तो हम कह सकते हैं कि कुल पावर रेडिएटिड की फार फील्ड से गणना करने के बजाय हम एपर्चर फील्ड से भी गणना कर सकते हैं क्योंकि जो भी एपर्चर भेज रहा है यह एक आसान तरीका है क्योंकि यह एक समान फील्ड है तो यही कारण है कि Pr गणना के लिए कुल पावर रेडिएटिड एपर्चर फील्ड की मदद लेगा तो हम जानते हैं कि एपर्चर फील्ड क्या है तो Ey हमने देखा है और एपर्चर में मैग्नेटिक फील्ड भी होगा इसलिए मैं आसानी से लिख सकता हूं कि ax में E0 बटा η होगी क्योंकि Ea पहले से ही मैंने कहा है कि यह ay E0 है तो यह एपर्चर से अधिक है तो उन सभी चीजों को माइनस a बटा 2 x से कम a बटा 2 और माइनस b बटा 2 y से कम b बटा 2 से कम है तो आप Prad पा सकते हैं यह Pr होगा तो आधे एपर्चर को a बटा 2 माइनस b बटा 2 b बटा 2 E0 स्क्वायर बटा η और dxdy हैं क्योंकि आपके वेव गाइड का सतह क्षेत्र जो z डायरेक्टेड होगा इसलिए डॉट उत्पाद को रद्द कर दिया जाएगा तो अंततः यह ab E0 स्क्वायर बटा 2η होगा और अधिकतम रेडिएशन हम जानते हैं कि z बराबर है अधिकतम रेडिएशन a theta 0 डायरेक्शन के बराबर है तो dP d omega theta 0 के बराबर है पॉइंटिंग वेक्टर में r स्क्वायर होगा तो यह r स्क्वायर आधा E𝚹 Hϕ माइनस Eϕ H𝚹 है और यदि आप इस वैल्यू को जानते हैं तो r स्क्वायर बटा 2η 2E𝚹 स्क्वायर प्लस Eϕ स्क्वायर है तो यह E𝚹 अगर हम जानते हैं कि अब theta 0 के बराबर है तो X कैपिटल X 0 हो जाती है कैपिटल Y भी 0 हो जाती है इसलिए E𝚹 एक्सप्रेशन यदि आप देखते हैं कि यह sin phi के प्रोपोर्शनल है और Eϕ एक्सप्रेशन cos phi के प्रोपोर्शनल है तो अब आप यह पता लगा सकते हैं कि यह E𝚹 स्क्वायर प्लस Eϕ स्क्वायर क्या होगा यह बात 1 के प्रोपोर्शनल होगी इसका मतलब है कोई phi वेरिएशन नहीं तो फिर आप इसे यहाँ रख सकते हैं मैं फिर से इस वैल्यू को डाल रहा हूं अगर मैं इसे डाल देता हूं तो यह r स्क्वायर बटा 2η E𝚹 Eϕ में एक स्थिर भाग होता है यह हिस्सा वहां होगा अन्य चीजें नहीं हैं तो वह ab k E0 बटा 2 pi r पूरे स्क्वायर होगा तो dP d ओमेगा आपको मिला Pr मुझे मिल गया है इसलिए अब मैं डायरेक्टिविटी पा सकता हूं तो D होगा 4 pi में a स्क्वायर b स्क्वायर E0 स्क्वायर बटा 2η लैम्ब्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ab E0 स्क्वायर बटा 2η तो यह 4 pi a बटा लैम्ब्डा में b बटा लैम्ब्डा बन जाता है अब मैं कह सकता हूं कि दो चीजें एक यह है कि मैं इसे एक स्क्वायर में ab के रूप में लिख सकता हूँ मैं एपर्चर का भौतिक क्षेत्र लिख रहा हूं मुझे यह भी पता है कि D किसी भी एंटीना के बराबर है D को 4 pi बटा लैम्ब्डा स्क्वायर के रूप में प्रभावी अधिकतम प्रभावी क्षेत्र में लिखा जा सकता है तो आप देखते हैं कि यह एपर्चर का भौतिक क्षेत्र है यह एपर्चर का अधिकतम प्रभावी क्षेत्र है तो इस मामले में जो सामने आता है वह यह है कि Ap और Aem दोनों समान हैं अब हमारे पास एपर्चर एफिशिएंसी नामक शब्द को परिभाषित करने का समय है एपर्चर एफिशिएंसी क्या है एपर्चर एफिशिएंसी Aem बटा Ap है क्योंकि कोई भी एंटीना डिजाइनर जितना संभव हो उतना Aem बनाने की इच्छा रखता है तो इस मामले में हमें कितना मिल रहा है यह 1 या 100 प्रतिशत है तो आप देखते हैं कि भौतिक क्षेत्र और एपर्चर अधिकतम इफेक्टिव या इलेक्ट्रिकल क्षेत्र वे समान हैं क्यों क्योंकि यह समान इल्यूमिनेशन के लिए होता है हम अन्य उदाहरण देखेंगे अगर मैं एपर्चर को समान रूप से इल्यूमिनेट नहीं करता हूं तो मुझे ये नहीं मिलेंगे उस समय पहले लेक्चर में ऐरे एंटीना पेश करते समय मैंने कहा था कि हम लैम्बडा के संदर्भ में एंटीना को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं तो उस भौतिक क्षेत्र की कुछ डायरेक्टिविटी होगी अब हम देखेंगे आप पूरा क्षेत्र इफेक्टिव क्षेत्र के रूप में प्राप्त कर सकते हैं जो एफिशिएंसी 100 प्रतिशत हो सकती है यदि आप यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन एक समान रखते हैं तो यदि नहीं तो आपके पास एक कम एफिशिएंसी होगी और यहाँ से हम बीम एफिशिएंसी जैसी अन्य चीजों की गणना भी कर सकते हैं जिनकी हमने चर्चा की है मुख्य बीम में पावर क्या है तो मैं बीम एफिशिएंसी भी लिख सकता हूं जो मुख्य बीम में पावर होगी तो 0 से 2 pi 0 से 𝚹n तो U 𝚹ϕ sin theta d theta d phi बटा 0 से 2 pi 0 से pi U 𝚹ϕ sin theta d theta d phi तो रेडियोमेट्री के लिए रेडियो एस्ट्रोनॉमी रडार को बहुत उच्च बीम एफिशिएंसी की आवश्यकता होती है करीब 100 प्रतिशत ताकि शोर साइंड लोब में हो तो आप देख सकते हैं कि यह वास्तव में एक रैक्टेंगुलर एपर्चर का फील्ड पैटर्न है जो एक इनफाइनाइट ग्राउंड प्लेन पर चढ़ा हुआ है यहाँ इसे प्लॉट करने के लिए यह Balanis किताब से है कि उसने " a " लिया है 3 लैम्ब्डा के बराबर b 2 लैम्ब्डा के बराबर है यह एक रैक्टेंगुलर एपर्चर है तो आप देखते हैं कि शिखर 0 डायरेक्शन के बराबर theta पर है लेकिन कितने साइड लॉब हैं तुम हमेशा गणना कर सकते हो मुझे लगता है कि 4 5 साइड लॉब हैं तो यह एक रैक्टेंगुलर एपर्चर के बजाय एक स्क्वायर है यह एक स्क्वायर एपर्चर है जो a b 3 लैम्ब्डा के बराबर है फिर यह वह पैटर्न है जिसे आप देखते हैं कि ब्लैक E प्लेन है और धराशायी H प्लेन पैटर्न है अब क्योंकि a 'बड़ा है इसीलिए आप H plane को नैरो देखते हैं यह एक ऐसी चीज है कि यदि आपके पास ब्रॉड डायमेंशन है तो H प्लेन में आपके पास अधिक कंस्ट्रक्टेड चीज है और यह फिर से रैक्टेंगुलर एपर्चर है और यह बाद में आएगा इसलिए हम इस लेक्चर का समापन करेंगे अगले में हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन के बजाय यदि हमारे पास कुछ और इल्यूमिनेशन है तो यह बात कैसे व्यवहार करती है धन्यवाद